इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है इस मॉड्यूल में हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सटीक इनपुट और आउटपुट रेंज को समझेंगे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट रेंज को समझने के लिए हम उसी सर्किट का उपयोग कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल हमने नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के लिए किया था हमें जल्दी से देखते हैं कि हम नॉनवर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का उपयोग करके इनपुट और आउटपुट रेंज को कैसे माप सकते हैं हम नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट पर एक सिग्नल लगाते हैं यानी नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल और हम निर्धारित लाभ के संबंध में आउटपुट देखेंगे आइए हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसे समझते हैं प्रयोग एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट रेंज का अध्ययन करना है ऑप एम्प सर्किट में अविकृत आउटपुट केवल इनपुट वोल्टेज की एक सीमा में प्राप्त किया जा सकता है और यह सर्किट के लाभ पर निर्भर करता है हमने पहले ही देखा है कि जब हम इनपुट सिग्नल लागू करते हैं और सर्किट का लाभ अधिक होता है तो आउटपुट केवल विकृत होगा जब यह बायस वोल्टेज से अधिक होगा बायस वोल्टेज प्लस माइनस 15 वोल्ट है तो अधिकतम पोज़िटिव और नेगेटिव इनपुट वोल्टेज जिसके लिए ऑप एम्प अनडिसटोर्टेड आउटपुट देता है उसे ऑप एम्प की इनपुट वोल्टेज रेंज कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अधिकतम पोज़िटिव और नेगेटिव अनडिसटोर्टेड आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की रेंज देता है यह केवल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बायस वोल्टेज पर निर्भर करता है इसका मतलब है कि हम जो भी वोल्टेज दे रहे हैं वह पिन 7 और 4 यानी Vcc और Vee क्रमशः आउटपुट और इनपुट वोल्टेज रेंज इस विशेष वोल्टेज पर निर्भर करता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज रेंज को समझने के लिए हम उसी सर्किट का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग हमने गैर इनवर्टिंग एम्पलीफायर को समझने के लिए किया था हम इनपुट टर्मिनल पर 05V पीक टू पीक 1kHz साइन वेव लगाते हैं हम 05 वोल्ट के स्टेप्स में इनपुट एम्पलीट्यूड को बदलते हैं और आउटपुट वोल्टेज को नोट करते हैं इसका मतलब है शुरू में 05 फिर 1 फिर 15 और फिर 2 25 जब आउटपुट वोल्टेज सेचुरेशन वोल्टेज Vcc और Vee से अधिक होता है तो हम आउटपुट वोल्टेज में क्लिपिंग देख ते हैं जब इन्वर्टिंग और नाॅन इनवर्टिंग एम्पलीफायर पर इनपुट सिग्नल 2 वोल्ट है और लाभ लगभग 12 था तो 12 गुणा 2 24 होगा हम आउटपुट पर 24V नहीं देख सकते क्योंकि हम जो बायस वोल्टेज दे रहे हैं वह 15 V है तो यह समझना इतना आसान है इतना आसान है याद रखना इसका मतलब है कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की रेंज में क्लिपिंग नहीं दिखेगी अब यदि आप इस विशेष तालिका को देखते हैं तो हमें इनपुट वोल्टेज लिखना होगा तो चलिए पहले 05 वोल्ट लिखते हैं आउटपुट वोल्टेज क्या है आदर्श आउटपुट क्या है जब हम मापते हैं तो हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज रेंज को समझ सकते हैं तो हम इस प्रयोग को किसी भी प्रयोगशाला में कर सकते हैं जब मैं किसी भी प्रयोगशाला में कहता हूं तो इसका मतलब है कि यदि आपके पास अपनी DC पावर सप्लाई एक फ़ंक्शन जेनरेटर या ऑसिलोस्कोप ऑप एम्प ब्रेडबोर्ड और इसे कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टर हैं तो आप बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं तो चलिए अब नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर वाले ब्रेडबोर्ड को देखते हैं मैंने सर्किट नहीं बदला है क्योंकि बदलने का कोई फायदा नहीं है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज रेंज को समझने के लिए जो सर्किट है हमें वही देखना है अगर हम 05 वोल्ट और 1 किलोहर्ट्ज़ के इनपुट वोल्टेज को लागू करते हैं तो आउटपुट क्या होगा हम इनपुट देखते हैं हम आउटपुट देखते हैं हम इनपुट बढ़ाते हैं हम आउटपुट में बदलाव देखते हैं हम इनपुट बढ़ाते रहते हैं हम आउटपुट को बढ़ाते रहते हैं लेकिन यह आउटपुट एक बिंदु पर क्लिप करेगा जो कि बायस वोल्टेज से अधिक है या यह बायस वोल्टेज जितना होता है उससे थोड़ा कम आउटपुट क्लिप होगा यानी 15 वोल्ट यह 135 या 136 के आसपास कहीं क्लिप करेगा तो चलिए पहले 05 वोल्ट लागू करते हैं तो फिर से सुमन हमारी मदद करने जा रहा है तो सुमन क्या आप फ़ंक्शन जेनरेटर के लिए कृपया 05 वोल्ट लागू कर सकते हैं हाँ ठीक है तो अब आप देख सकते हैं कि यह पहले से ही 500 मिलीवोल्ट है या हम कह सकते हैं कि 05 वोल्ट और 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर नाॅन इनवर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर पर लगाते हैं हम आउटपुट पर लगभग 6 वोल्ट 62 वोल्ट देखते हैं आप नीले रंग की चीज़ देख सकते हैं आउटपुट पर 62 वोल्ट और इनपुट पीले पर पीक टू पीक 540 मिलीवोल्ट है इसका मतलब है अभी भी आउटपुट को क्लिप नहीं किया गया है 05 ठीक है यह आपके लाभ पर निर्भर करता है तो मत भूलो यदि आप बहुत अधिक लाभ सेट करते हैं तो 05 V भी आपकी वोल्टेज सीमा हो सकती है तो केवल 05 से नीचे कुछ भी आप इसे इनपुट वोल्टेज रेंज के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो यह आपके लाभ पर निर्भर हो अगर मैं अपना लाभ 11 के आसपास रखता हूं तो 05 गुना 11 कहीं पर 55 के आसपास होगा तो यह हमें लगभग 6 वोल्ट देगा क्योंकि मैंने आपको पिछली बार प्रतिरोधों के बेमेल होने के बारे में बताया था अर्थात प्रतिरोधों का मान सटीक नहीं है इसीलिए अब हमें 1 वोल्ट तक बढ़ाते हैं तो अब वह वोल्टेज को 1 वोल्ट तक बढ़ा रहा है तो अब जब हम 104 का इनपुट लागू करते हैं तो हम 126 का आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं फिर भी यह क्लिप नहीं किया जाता है क्योंकि अभी भी यह इनपुट या आउटपुट सिग्नल बायस वोल्टेज से कम है अब देखते हैं कि क्या हम इसे 05 यानी 104 या 1 वोल्ट से बढ़ाकर 15 वोल्ट कर देते हैं तो वह फ्रीक्वेंसी जेनरेटर बदल रहा है फ्रीक्वेंसी जनरेटर से सिग्नल अब 15 वोल्ट है और अब हम देख सकते हैं कि क्लिपिंग हो रही है क्योंकि पीक टू पीक आउटपुट लगभग 15 वोल्ट है यह हमारे बायस वोल्टेज के बहुत करीब है तो हम क्लिपिंग देखेंगे इसका मतलब है कि इस तरह के प्रयोगों से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज रेंज क्या है आउटपुट वोल्टेज रेंज क्या है तो यह अत्यंत सरल प्रयोग है और आप इस प्रयोग को 5 मिनट के भीतर कर सकते हैं आप समझ सकते हैं कि एकीकृत सर्किट का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज रेंज क्या है यह आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और यह भी याद रखें कि यह उस बायस वोल्टेज पर निर्भर करता है जो आप लगा रहे हैं तो हमे जल्दी से अगले खंड पर चलते हैं वोल्टेज फॉलोअर तो वास्तव में यह वोल्टेज फॉलोअर क्या है हम जानते हैं कि हम जिस वोल्टेज फॉलोअर का उपयोग करते हैं अगर हम इसे युनिटी लाभ एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करते हैं तो हम इसके समतुल्य वोल्टेज फॉलोअर मॉडल को ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह एक वोल्टेज फॉलोअर है हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लागू कर रहे हैं और हमें इनवर्टिंग टर्मिनल के साथ आउटपुट को शॉर्ट करना होगा इनपुट पर जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज आउटपुट पर दिखाई देगा वोल्टेज फॉलोअर का इनपुट प्रतिरोध अनंत है इसी तरह हम समतुल्य सर्किट या समान वोल्टेज एम्पलीफायर मॉडल बना सकते हैं तो वोल्टेज फॉलोअर का आउटपुट प्रतिरोध 0 है लाभ 1 है इसलिए हमने 1 के समान लाभ ड्रॉ किया है वास्तव में एम्पलीफायर मॉडल को समझना बहुत आसान है किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में आप वोल्टेज फॉलोअर का उपयोग करने जा रहे हैं यदि आप BJT के बारे में बात करते हैं तो हम सभी ने इसके बारे में अध्ययन किया है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉमन बेस एम्पलीफायर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर फिर एक वोल्टेज फॉलोवर के अलावा कुछ नहीं है मुंह से यह सिग्नल इस माइक पर कैसे जाता है माइक के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होता है जो स्पीकर पर ट्रांसफर करता है किस प्रकार का सर्किट इनपुट पर हो सकता है और किस प्रकार का सर्किट आउटपुट पर स्पीकर में हो सकता है तो हमें इस तरह समझना है इलेक्ट्रॉनिक्स के दृष्टिकोण से एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में एक उच्च इनपुट प्रतिबाधा होती है इसका उपयोग कहां किया जा सकता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर यह एक वोल्टेज फॉलोअर है लेकिन करंट को बढ़ा सकता है यह वोल्टेज का अनुसरण करता है लेकिन करंट को प्रवर्धित कर सकता है है ना तो इसका उपयोग कहां किया जा सकता है जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को वास्तविक जीवन एप्लीकेशन से जोड़ते हैं तो यह समझना बहुत आसान हो जाता है इसलिए जब एक वक्ता बोल रहा है तो वह माइक्रोफोन का उपयोग कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के लिए इनपुट एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होगा आउटपुट स्पीकर पर है इसलिए वहां हमें वोल्टेज फॉलोअर की आवश्यकता होती है यही हम अभी सीख रहे हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट कैसे काम करता है वोल्टेज फॉलोअर सर्किट क्या है इनपुट में वोल्टेज क्या है आउटपुट में वोल्टेज क्या है यही लक्ष्य है यह वोल्टेज फॉलोअर को समझने का लक्ष्य है इसलिए हमेशा यह समझने की कोशिश करें कि अगर मैं इस विशेष सर्किट को सीखता हूं तो मैं इसका उपयोग कहां कर सकता हूं तो अब हम जल्दी से यह देखें कि मेरे पास एक वोल्टेज फॉलोअर है और मैं वोल्टेज फॉलोअर का उपयोग करके प्रयोग करना चाहता हूं तो आपको बस सर्किट का उपयोग करना होगा इसका मतलब है आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर को कनेक्ट करना होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है फिर 1 वोल्ट पीक टू पीक और 1 kHz की साइन वेव को इनपुट Vin पर यहाँ लागू करें ठीक फिर आउटपुट Vout का निरीक्षण करें और तालिका में पीक टू पीक वैल्यु नोट करें अब उच्च और निम्न आयामों के लिए प्रयोगों को दोहराएं और टिप्पणियों नोट करें अंत में तालिका में देखे गए लाभ की गणना करें और इसे सैद्धांतिक लाभ के साथ तुलना करें अब हम ब्रेडबोर्ड का उपयोग करते हैं हम अब वोल्टेज फॉलोअर सर्किट को समझ रहे हैं वह वोल्टेज फॉलोअर को ब्रेडबोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार कनेक्ट करेगा तो वह क्या कर रहा है पहले वह बायस वोल्टेज को लागू कर रहा है 15 इसलिए जब आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप समझें हैं या नहीं तो उसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करें जो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जानता है यदि वह आश्वस्त है कि आप जो बता रहे हैं वह समझ में आता है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही विषय को जानते हैं तो मैंने आपको वोल्टेज फॉलोअर का एक उदाहरण दिया है एम्पलीफायरों के बारे में क्या हम एम्पलीफायर का उपयोग कहां कर सकते हैं जीवंत उदाहरण दें और यह दिलचस्प हो जाएगा तो अब हम ब्रेडबोर्ड पर वोल्टेज फॉलोअर देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि सर्किट पहले से जुड़ा हुआ है हम इनपुट वोल्टेज लागू करेंगे तो वोल्टेज क्या है ग्राउंड से कैसे जुड़ेंगे आप देखते हैं कि 2 प्रोब हैं एक लंबा है एक छोटा है छोटे वाला ग्राउंड में जाता है लंबे वाला सिग्नल पर जाता है क्या आप कृपया आउटपुट वेवफॉर्म को समायोजित कर सकते हैं आउटपुट का आयाम बदलें क्या आप ऑटो स्केल दबा सकते हैं देखिये बहुत आसान प्रावधान है इसलिए देखिए और ऑसिलोस्कोप को समझने की कोशिश करिए किसी भी कारण से यदि आप इतने परिचित नहीं हैं या आपको लगता है कि आप चीजों को समायोजित करना नहीं जानते हैं तो बस ऑटो स्केल बटन दबाएँ यह इसे ऑटो स्केल करेगा और इसे समझना आपके लिए बहुत आसान होगा तो हम देख रहे हैं हमने1 वोल्ट पीक टू पीक और लगभग 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इनपुट पर लागू किया है इसलिए आउटपुट इनपुट वोल्टेज फॉलोअर का पालन करेगा आउटपुट बिना किसी प्रवर्धन के इनपुट का पालन करेगा इसलिए यदि आप इनपुट और आउटपुट DC चैनल 1 और 2 पर पीक टू पीक वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज समान है तो वोल्टेज फॉलोअर इसका मतलब है इस सर्किट का उपयोग इनपुट वोल्टेज का पालन करने के लिए किया जा सकता है ठीक है इसमें आउटपुट के समान वोल्टेज होगा तब मैंने आपको इसके एप्लिकेशन को बताया है जहां वास्तव में इस वोल्टेज फॉलोअर का उपयोग किया जाता है इसे युनिटी लाभ प्रवर्धक क्यों कहा जाता है क्योंकि लाभ युनिटी है इसके अलावा इसे बफर क्यों कहा जाता है ठीक है इसलिए जब आप नई शब्दावली सुनते हैं तो कोशिश करें यह समझने की कि इसे बफर क्यों कहा जाता है युनिटी लाभ प्रवर्धक क्यों कहते है इसकी भूमिका क्या है अन्य व्यावहारिक अनुप्रयोगों में इस विशेष वोल्टेज फॉलोअर की अन्य भूमिका क्या है ठीक है इसलिए जब आप अपने ज्ञान को व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप अधिक समझ पाएंगे इसलिए युनिटी लाभ एम्पलीफायरों के बारे में अधिक उदाहरण प्राप्त करने का प्रयास करें इसलिए हम इस विशेष मॉड्यूल को वोल्टेज फॉलोअर सर्किट के साथ पूरा करेंगे और अगले मॉड्यूल में हम समिंग एम्पलीफायर पर चर्चा करेंगे तो मैं आपको अगले मॉड्यूल में देखूँगा अपना ध्यान रखिए अलविदा